नमस्ते तार रहित संचार के लिए आकलन सिद्धांत पर इस मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स में एक और मॉड्यूल में स्वागत है पिछले मॉड्यूल में हमने एक तार रहित संचार प्रणाली के लिए चैनल गुणांक के आकलन को देखा ठीक है और हमने तार रहित संचार प्रणाली में चैनल गुणांक के अधिकतम संभावना आकलन पर विचार किया था और हम यह प्रदर्शित करने में सक्षम हुए थे कि चैनल का गुणांक H हैट जहां H चैनल गुणांक को दर्शाता है H हैट प्रदत्त है तो हम तार रहित देख रहे हैं हम तार रहित चैनल आकलन देख रहे हैं वास्तव में हमने यह भी कहा है यह तार रहित संचार में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया या एक महत्वपूर्ण पहलू है इसे तार रहित चैनल आकलन के रूप में जाना जाता है अर्थात् यह चैनल गुणांक का आकलन है और हमने दिखाया है कि चैनल गुणांक का अधिकतम संभावना आकलन h हैट बराबर X बार परिवर्त Y बार बटा X बार परिवर्त X बार प्रदत्त है जहां सदिश Y Y बार बराबर सदिश अवलोकन होते हैं जो अवलोकनो का सदिश Y1 Y2 से YN तक हैं तो यह आपका है यह आपका अवलोकन सदिश है और X बार बराबर X1 X2 से XN तक है और यह आपका पायलट प्रतीकों का सदिश है याद रखें कि हमने X1 X2 XN को पायलट प्रतीक कहा हैं जो चैनल आकलन के लिए प्रेषित हैं तो X बार पायलट प्रतीकों का सदिश है जिसे हम पायलट सदिश भी कह सकते हैं इस प्रकार हम कह रहे हैं कि चैनल का आकलन H हैट को X बार परिवर्त Y बार बटा X बार परिवर्त X बार के रूप में दिया गया है जहाँ X बार पायलट सदिश है और Y बार इसके अनुरूप प्रेक्षित सदिश है अर्थात् निर्गत प्रतीक प्रेषित पायलट प्रतीकों X1 X2 XN तक के अनुरूप है और आप देख सकते हैं कि यह भी लिखा जा सकता है अब अब आप देख सकते हैं मुझे लगता है कि हमने इससे पहले ही यह देख लिया है कि अगर मैं X बार परिवर्त X बार को देखूं तो यह कुछ भी नहीं बल्कि मूल रूप से आपकी पंक्ति सदिश X1 X2 से XN तक गुणा स्तंभ सदिश X1 X2 से XN तक है जो X बार परिवर्त X बार है यह आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है बल्कि मूल रूप से संकलन है आप देख सकते हैं मूल रूप से यह X वर्ग1 X वर्ग2 से X वर्ग N तक हैऔर यह राशि जो आप देख सकते हैं वह मूल रूप से कुछ भी नहीं है बल्कि सदिश के नॉर्म है नॉर्म X बार वर्ग जहां X बार आपका पायलट सदिश है यह भी मूल रूप से आपका संकलन K बराबर 1 से N X वर्ग K के बराबर है और यह मूल रूप से X बार वर्ग का आपका नॉर्म है तो X बार परिवर्त X बार निश्चित रूप से यह मानक परिणाम है और हमने इससे पहले यह भी देखा है कि X बार एक सदिश है यह एक वास्तविक सदिश है याद है जिसे हम शुरू करने पर विचार कर रहे हैं X बार परिवर्त X बार यह संकलन K बराबर 1 से N X वर्ग K जो कुछ भी नहीं है बल्कि सदिश X बार के नॉर्म वर्ग है इसलिए मैं इसे भी लिख सकता हूँ आकलन संक्षिप्त रूप में अधिकतम संभावना आकलन H हैट को X बार परिवर्त Y बार बटा X बार परिवर्त X बार है जो कि मूल रूप से आपका X बार परिवर्त Y बार वर्ग बटा X बार के नॉर्म वर्ग है अब हम अपने मॉडल पर वापस चले आइए हम अपने पायलट अवलोकन पर वापस जाएं जो कि पायलट आगत निर्गत मॉडल है जो आगत निर्गत मॉडल है हमारे आगत निर्गत मॉडल को याद रखें याद करें YK बराबर है H गुणा XK VK के जहां YK अवलोकन है H चैनल गुणांक है XK प्रेषित पायलट प्रतीक है और VK इसके अनुरूप गौसियन शोर के प्रतिदर्श हैं इसलिए अब मैं Y1 बराबर H1 गुणा X1 V1 Y2 बराबर H2 गुणा X2 V2 से YN बराबर HN गुणा XN VN के बराबर तक है लिख सकता हूँ तो हमारे पास Y बार है जो मूल रूप से अब इसको सदिश कर रहा है इसे संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हमारे पास Y बार बराबर है H बार गुणा X V बार के हमने देखा है कि Y बार अवलोकन सदिश है X बार पायलट सदिश है अब हमारे पास V बार है और यह शोर सदिश है तो हम इसे एक सदिश के रूप में लिख सकते हैं अर्थात् Y बार बराबर है H गुणा X V बार के जिसे निश्चित रूप से एक बार फिर से दोहराये Y बार अवलोकन सदिश है X बार पायलट सदिश है h चैनल गुणांक है और V बार है इस प्रकार मैंने संक्षेप में इसको एक संक्षिप्त सदिश के रूप में दर्शाया है सदिश संकेतन का उपयोग करते हुए मैंने एक संक्षिप्त रूप में Y बार बराबर है X बार H V बार के दर्शाया हैजहाँ Y बार अवलोकन सदिश है X बार पायलट सदिश है H अज्ञात चैनल गुणांक है और V बार शोर सदिश है अब हम शोर सदिश V बार के गुणधर्मो को देखते हैं तो हमने पहले ही कहा है कि प्रत्येक शोर VK गौसियन है आगे हम यह मानने वाले हैं कि प्रत्येक VK IID गौसियन है तब यह भी हमने पहले देखा है अर्थात् मूल रूप से स्वतंत्र समरुपी गौसियन हैं अर्थात् यह माध्य 0 और प्रसरण सिग्मा वर्ग के साथ गौसियन के रूप में स्वतंत्र समरुपी वितरित किया गया है जिसका तात्पर्य पुनः संक्षेप में प्रत्येक VK का प्रत्याशित मान बराबर 0 के है V वर्ग K का प्रत्याशित मान बराबर सिग्मा वर्ग के है इसके अलावा चूंकि वे स्वतंत्र हैं चूंकि संदर्भ शोर के प्रतिदर्श स्वतंत्र हैं VK गुणा VK टिल्ड के प्रत्याशित मान क्योंकि वे स्वतंत्र हैं VK के प्रत्याशित मान के गुणा VK टिल्ड के प्रत्याशित मान के बराबर हैं यदि K K टिल्ड के बराबर नही है और इनमें से प्रत्येक प्रत्याशित मान इनमें से प्रत्येक का प्रत्याशित मान 0 है इसलिए परिणामस्वरूप शुद्ध उत्पाद 0 है यदि K K टिल्ड के बराबर नही है यही कारण है कि 2 अलग अलग शोर के प्रतिदर्शो के बीच सह संबंध है VK और VK टिल्ड 0 के बराबर है यदि K K टिल्ड के बराबर नही है चूंकि इन विभिन्न शोर प्रतिदर्शो को स्वतंत्र माना जाता है स्वाभाविक रूप से अब हम शोर सदिश के सांख्यिकीय गुणधर्मो की विशेषता बताते हैं पहला गुणधर्म सरल है अर्थात् अगर हम शोर सदिश का माध्य देखते हैं अर्थात् अगर मैं शोर सदिश का माध्य देखता हूँ मतलब V1 V2 से VN तक का माध्य अब स्वाभाविक रूप से प्रत्येक घटक 0 माध्य है इसलिए पदो का माध्य कहे कि 0 है जो कि V1 का प्रत्याशित मान V2 का प्रत्याशित मान VN के प्रत्याशित मान तक अब इनमें से प्रत्येक मूल रूप से बराबर है शोर का माध्य 0 है इसलिए मूल रूप से अपेक्षित है यह है 0 यह साधारणतयः 0 सदिश है तो हम इसे संक्षेप में बता सकते हैं मूल रूप से V बार का प्रत्याशित मान केवल है प्रत्येक शोर घटक माध्य 0 है स्वाभाविक रूप से शोर सदिश का प्रत्याशित मान 0 सदिश है इसे केवल 0 कहा जाता है यह समझा जाता है कि यह एक सदिश है क्योंकि हम एक सदिश के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए शोर सदिश का प्रत्याशित मान 0 है अब हम प्रसरण को देखते हैं चूंकि V बार एक सदिश है हम एक सदिश के प्रसरण को नहीं देख सकते हैं हमें शोर सदिश के सहप्रसरण के बारे में बात करनी होगी और इसे 0 माध्य सदिश के लिए इस प्रकार परिभाषित किया गया है हमारे 0 माध्य शोर सदिश के लिए सहप्रसरण को RV के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि सहप्रसरण एक अदिश के लिए अपेक्षित V बार V बार परिवर्त हैं हम यादृच्छिक चर के वर्ग को देखते हैं अब चूंकि यह एक सदिश है हम प्रत्याशित मान V बार V बार परिवर्त को देख रहे हैं जिसे मैं सरल बनाता हूँ V1 V2 आगे VN तक का प्रत्याशित मान है V1 V2 VN गुणा पंक्ति आव्यूह V1 V2 VN स्तम्भ आव्यूह गुणा पंक्ति आव्यूह इसे कभी कभी सदिश V बार V बार परिवर्त के बाहरी उत्पाद के रूप में भी जाना जाता है जो अब यदि आप V बार V बार परिवर्त की प्रविष्टियों को देख सकते हैं यदि आप विकर्ण को देखते हैं तो आपके पास विभिन्न अवयवो के वर्ग हैं V1 वर्ग V2 वर्ग आगे VN वर्ग तक हैं ये विकर्ण के ऊपर और नीचे की प्रविष्टियां बज्र गुणन V2 V1 V1 V2 हैं इस प्रकार यह उदाहरण के लिए V2 V1 V1 V2 आगे V1 VN तक यह उत्पाद यहां VN V1 और आगे तक होगा और अब यदि आप प्रत्याशित मान को अंदर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक विकर्ण अवयवो का प्रत्याशित मान V वर्ग 1 V वर्ग 2 आगे V वर्ग N तक का प्रत्याशित मान सिग्मा वर्ग है जबकि विकर्ण अवयवो का प्रत्याशित मान अलग अलग शोर अवयव स्वतंत्र हैं विकर्ण अवयवो के प्रत्याशित मान प्रत्याशित मैं इन्हे अलग अलग रंगों में चित्रित कर लेता हूँ विकर्ण के अतिरिक्त अवयवो का प्रत्याशित मान यह आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से अलग अलग शोर प्रतिदर्शो के कारण 0 है तो ये स्वतंत्र हैं एकमात्र प्रत्याशा जो बची रहने वाली है मूल रूप से विकर्ण पदो के प्रत्याशित मान हैं जो मूल रूप से विभिन्न शोर प्रतिदर्शो के वर्ग हैं इसलिए सहप्रसरण आव्यूह मूल रूप से विकर्ण पर सिग्मा वर्ग के साथ N X M आव्यूह है प्रत्येक विकर्ण अवयव सिग्मा वर्ग के बराबर है शेष प्रविष्टि 0 है इसलिए यह मूल रूप से आपके सिग्मा वर्ग I के बराबर है तो आप प्रसरण आव्यूह RV को प्रत्याशित V बार V बार परिवर्त के बराबर कहे जो सिग्मा वर्ग गुणा तत्समक के बराबर है तो हमारे पास शोर सदिश V बार है जिसे हमने परिभाषित किया है शोर सदिश V बार 0 माध्य है इसलिए प्रत्याशित V बार 0 के बराबर है 0 सदिश और सहप्रसरण आव्यूह प्रत्याशित V बार V परिवर्त N X M कोटि तत्समक आव्यूह सिग्मा वर्ग गुणा तत्समक के बराबर है तो यह सिग्मा वर्ग गुणा N X M कोटि तत्समक आव्यूह है और यह स्पष्ट भी है क्योंकि शोर का प्रसरण N आकार का है लेकिन हम इसे स्पष्ट रूप से भी लिख सकते हैं तो यह तत्समक आव्यूह N X M आकार की है अब हमें चैनल आकलन के गुणधर्मो को कम करना चाहिए तो चलिए अधिकतम संभावना चैनल आकलन के गुणधर्मो का पता लगाते हैं इसलिए हम केवल आपके ML के गुणधर्मो की खोज करना शुरू करेंगे अधिकतम संभावना चैनल आकलन के गुणधर्म है और हम जानते हैं कि Y बार बराबर है X बार h V बार के और हम जानते हैं कि h हैट बराबर है X बार परिवर्त Y बार बटा नॉर्म X बार वर्ग है यह वह व्यंजक है जिसे हमने अधिकतम संभावना आकलन के लिए देखा है अब मैं यहाँ पर Y बार के लिए व्यंजक को प्रतिस्थापित करने जा रहा हूँ तो मेरे पास X बार परिवर्त बटा नॉर्म X बार वर्ग गुणा X बार h V बार होगा जो अब फिर से बराबर है इसे सरल करते हुए X बार परिवर्त X बार बटा नॉर्म X बार वर्ग H X बार परिवर्त V बार बटा नॉर्म X बार वर्ग है अब यदि आप इसे देखें तो यह X बार परिवर्त X बार है जिसे नॉर्म X वर्ग को नॉर्म X बार वर्ग से विभाजित किया गया है तो यह एक और इस प्रकार कुल मेरे पास H हैट बराबर है H X बार परिवर्त V बार बटा नॉर्म X बार वर्ग के तो हमारे पास क्या है हमने यह दिखाया है कि अधिकतम संभावना चैनल आकलन के लिए इस व्यंजक को सरल बनाते हुए हमने दिखाया है कि चैनल के गुणांक H हैट का आकलन चैनल गुणांक H हैट बराबर है H X बार परिवर्त V बार बटा नॉर्म X बार वर्ग के जहां X बार पायलट सदिश है और V बार शोर सदिश है अब यह देखना आसान है कि अगर मैं शोर का माध्य आकलन का माध्य h हैट का प्रत्याशित मान देख रहा हूँ तो यह कुछ भी नहीं बल्कि h X बार परिवर्त V बार बटा नॉर्म X बार वर्ग के है अब H एक अचर है इसलिए यह H X बार परिवर्त V बार बटा नॉर्म X बार वर्ग का प्रत्याशित मान है निश्चित रूप से जो अब H X बार परिवर्त V बार का प्रत्याशित मान बटा नॉर्म X बार वर्ग के बराबर है लेकिन अब हम पहले ही कह चुके हैं कि शोर सदिश 0 माध्य है इसलिए यह राशि 0 सदिश है इसलिए X बार परिवर्त 0 बार 0 के अलावा कुछ नहीं है तो मेरे पास बहुत ही रोचक गुणधर्म है जो कि h हैट का प्रत्याशित मान H 0 है जो H के बराबर है इसलिए संक्षेप में बताएं कि हमारे पास क्या कुछ है जो हमने आपके संवेदन जाल तन्त्र के संदर्भ में पहले ही देख लिया है प्राचल के आकलन का प्रत्याशित मान ही वह प्राचल है जो H हैट के प्रत्याशित मान H के बराबर है और इसलिए ऐसे आकलन को अनभिनत आकलन के रूप में जाना जाता है यह आशा की जाती है कि H हैट H के बराबर है इसलिए इस तरह के आकलन को अनभिनत आकलन के रूप में जाना जाता है तो यह मूल रूप से एक अनभिनत आकलक है यह मूल रूप से एक अनभिनत आकलन है या चैनल गुणांक का यह अधिकतम संभावना आकलन एक अनभिनत आकलक है अब हम प्रसरण को देखे अब हम चैनल आकलक की प्रसरण को देखे तो अब हम चैनल आकलन के प्रसरण को देखते हैं अब हम जानते हैं कि H हैट H X बार परिवर्त V बार का प्रत्याशित मान बटा नॉर्म X बार वर्ग के बराबर होता है जिसका अर्थ होता है H हैट H या H H h हैट h को देखो यदि हम H H हैट H को देखते है जोकि X बार परिवर्त V बार बटा नॉर्म X बार वर्ग के बराबर है अब प्रसरण मूल रूप से प्रत्याशित मान है आकलन का प्रसरण H हैट H पूर्ण वर्ग का प्रत्याशित मान है जो मूल रूप से है मैं इसे लिख सकता हूँ अब यह एक अदिश राशि H हैट H है इसलिए यह इसके परिवर्त के बराबर है इसलिए h हैट h वर्ग मैं इसे h हैट h गुणा इसका परिवर्त के रूप में लिख सकता हूँ तो h हैट h तो क्या हम कह रहे हैं इस राशि मे चैनल गुणांक मूल रूप से एक अदिश राशि है अदिश राशि का मतलब है कि यह मूल रूप से एक संख्या है इसलिए h हैट h का प्रत्याशित मान पूर्ण वर्ग मूल रूप से h हैट h का आकलित मान गुणा इसका परिवर्त जो कि h हैट h गुणा h हैट h परिवर्त का प्रत्याशित मान है क्योंकि अदिश राशि का परिवर्त या किसी संख्या का परिवर्त मूल रूप से वही संख्या ही होती है लेकिन यह हमारी मदद करेगा यह तरीका हमें आकलन के प्रसरण को सरल बनाने में बहुत मदद करेगा और इसलिए अब हम इसे H हैट H के लिए प्रतिस्थापन के रूप में लिख सकते हैं ऊपर से आप H हैट प्रत्याशित मान देख सकते हैं H हैट H X बार परिवर्त V बार बटा नॉर्म X बार वर्ग के गुणा X बार परिवर्त V बार परिवर्त के बराबर है जो बराबर है अब इस नॉर्म X बार वर्ग को बाहर ले आते है मेरे पास है 1 बटा नॉर्म X बार की घात 4 X बार परिवर्त V बार गुणा X बार परिवर्त V बार पूर्ण परिवर्त का प्रत्याशित मान जो के अब बराबर है V बार परिवर्त X बार के अगर मैं प्रत्याशित संचालन को आगे बढ़ाता हूँ तो 1 बटा नॉर्म X बार की घात 4 X बार परिवर्त प्रत्याशित मान V बार परिवर्त X बार अब यह दिलचस्प है क्योंकि यह आपका सिग्मा वर्ग I है जिसे हमने पहले ही दिखाया है शोर सहप्रसरण है इसलिए यह 1 बटा नॉर्म X बार की घात 4 X बार परिवर्त सिगमा वर्ग गुणा तत्समक है सिग्मा वर्ग बाहर आ जाएगा इसलिए मैं यहाँ पर सिग्मा वर्ग लिख सकते हैं X बार परिवर्त तत्समक X बार बस X बार परिवर्त X बार है जो सिगमा वर्ग नॉर्म् X बार वर्ग बटा नॉर्म X बार की घात 4 है यह मूल रूप से आपका सिग्मा वर्ग बटा नॉर्म X बार वर्ग है और इसलिए हमारे पास प्रसरण के लिए एक दिलचस्प व्यंजक है वह है प्रसरण प्रत्याशित मान H हैट h पूरा वर्ग जो मूल रूप से आपका सिग्मा वर्ग बटा नॉर्म X बार वर्ग है सिगमा वर्ग बटा नॉर्म X बार वर्ग किया गया है इसलिए हमने आकलन के प्रसरण के लिए व्यंजक व्युत्पन्न किया है हमने दिखाया है कि अधिकतम संभावना आकलन के प्रसरण के चैनल गुणांक को सिग्मा वर्ग बटा नॉर्म X बार वर्ग है जहां X बार पायलट सदिश है ठीक है तो यह चैनल आकलन के प्रसरण के लिए व्यंजक है और अब आगे हम चैनल गुणांक के वितरण का वर्णन कर सकते हैं चैनल का आकलन H हैट है यदि आप वापस जाते हैं और H हैट को देखते हैं उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं H हैट मूल रूप से आपका H X बार परिवर्त X बार V बार है जो कि गौसियन का एक रैखिक संयोजन है तो यह एक रैखिक संयोजन है इसलिए यह इस प्रकार है कि h हैट गौसियन है यह h हैट है आप देख सकते हैं कि h हैट मूल रूप से यह गौसियन X बार परिवर्त V बार द्वारा स्थानांतरित किया गया है जो कि h है तो यह H हैट का माध्य है इसलिए यह प्रकार है कि H हैट गौसियन के अंदर है हमने दिखाया है कि H हैट का माध्य H है और तो यह इस प्रकार है कि h हैट वास्तव में माध्य h और प्रसरण सिग्मा वर्ग बटा नॉर्म X बार वर्ग के साथ गौसियन है तो यह इस प्रकार है कि h हैट यह एक गौसियन यादृच्छिक चर है जो इस माध्य के साथ है इसलिए यह अनुसरण करता है कि h हैट इस माध्य और प्रसरण के साथ एक गौसियन यादृच्छिक चर है h हैट का एक माध्य h है जो कि यथार्थ अज्ञात चैनल गुणांक है और प्रसरण सिग्मा वर्ग बटा नॉर्म X बार वर्ग है और यह सहज भी है यह ऊर्जा के रूप में दिखता है यह पायलट ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती है और शोर पाॅवर के सीधे आनुपातिक है शोर पाॅवर का भाग स्पष्ट है जैसे कि शोर पाॅवर सिग्मा वर्ग बढ़ता है जाहिर है आकलन त्रुटि बढ़ जाती है और यह भी पता चलता है कि जैसे जैसे पायलट में ऊर्जा बढ़ती है नॉर्म X बार वर्ग बढ़ता है आकलन का प्रसरण कम होता जाता है जो बहुत सहज भी है वह यह है कि यदि आप अधिक से अधिक पायलट पाॅवर संचारित करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपका आकलन बेहतर और बेहतर होगा तो आइए हम यह भी ध्यान दें कि यह व्युत्क्रमानुपाती है अर्थात प्रसरण व्युत्क्रमानुपाती है प्रसरण पायलट पाॅवर के व्युत्क्रमानुपाती है अब हमने यह भी देखा है कि एक सम्मिश्र के लिए सम्मिश्र प्राचल के लिए इसे कैसे बढ़ाया जाए बस फिर से क्योंकि हमने कहा है कि अक्सर चैनल गुणांक प्रकृति में सम्मिश्र है हमने कहा है कि सम्मिश्र प्राचल का आकलन करने के लिए परिवर्त को हर्मिटियन से बदलें जो कि X बार हर्मिटियन Y बार बटा X बार हर्मिटियन X बार किया गया है जो कि मूल रूप से कुछ नही बल्कि X बार हर्मिटियन Y बार बटा X बार हर्मिटियन X बार है एक बार फिर नॉर्म X बार वर्ग है और इसे हमने सम्मिश्र बेसबैंड चैनल गुणांक के लिए आकलन कहा है यह आपके सम्मिश्र बेसबैंड के एक सम्मिश्र प्राचल आकलक के लिए आकलन है यह आपके सम्मिश्र बेसबैंड चैनल गुणांक का आकलन है यह तब है जब प्राचल चैनल गुणांक h मूल रूप से प्रकृति में सम्मिश्र है अर्थात् आपको परिवर्त को हर्मिटियन से बदलना होगा यह X हर्मिटियन Y बार बटा नॉर्म X बार वर्ग है और अब प्रसरण क्या है इसलिए फिर से आप प्रसरण को प्राप्त कर सकते हैं हमने कहा कि प्रसरण उस सम्मिश्र प्राचल का प्रसरण के समान रहेगा अर्थात् प्रसरण मूल रूप से प्रत्याशित मान है नहीं आप सिर्फ वर्ग का उपयोग नहीं कर सकते मुझे H हैट H पूरा वर्ग के परिमाण का उपयोग करना होगा H हैट H पूरा वर्ग का परिमाण बराबर है सिग्मा वर्ग बटा नॉर्म X बार वर्ग के हाँ जहां हम मान रहे हैं जहां हम मान रहे हैं कि प्रत्येक VK यह महत्वपूर्ण है प्रत्येक VK शोर VK सम्मिश्र है माध्य 0 सममित है याद रखें यह एक महत्वपूर्ण बिंदु सममित है जिसके बारे में हमने सममित गौसियन के बारे में बात की है सममित गौसियन शोर का प्रसरण सिग्मा वर्ग इस सम्मिश्र माध्य 0 सममित गौसियन शोर प्रत्येक VK IID है वास्तव में हमें यह भी जोर देना चाहिए कि प्रसरण VK IID हैं स्वतंत्र IID सम्मिश्र 0 माध्य सममित गौसियन शोर का प्रसरण है तो शोर सदिश V बार में एक सम्मिश्र सममित गौसियन सम्मिश्र चक्र और सममित गौसियन शोर सदिश है जिसका मतलब है कि प्रत्येक VK मूल रूप से IID सम्मिश्र गौसियन सम्मिश्र गौसियन सममित 0 माध्य प्रसरण सिग्मा वर्ग का यादृच्छिक चर है जिसका मतलब है कि वास्तविक और काल्पनिक भाग स्वतंत्र 0 माध्य है और प्रत्येक में प्रसरण सिग्मा वर्ग बटा 2 है फिर हम दिखा सकते हैं यह भी दिखाते हैं कि प्रत्याशित यह मूल रूप से वास्तविक और काल्पनिक भाग का प्रसरण है तब यह इस प्रकार है कि आकलन के वास्तविक हिस्से का प्रसरण आकलन के काल्पनिक भाग के प्रसरण के बराबर है जो आधे सिग्मा वर्ग बटा नॉर्म X बार वर्ग के बराबर है इसलिए हम जो कह रहे हैं वह मूल रूप से यह है इसे एक सम्मिश्र प्राचल H तक बढ़ाया जा सकता है जो कि सीधा तौर पर सम्मिश्र बेसबैंड चैनल गुणांक H है पहला चैनल का आकलन h हैट X बार हर्मिटियन Y बार बटा नॉर्म X बार वर्ग बराबर किया गया है और आगे सम्मिश्र प्राचल h हैट के आकलन का प्रसरण मूल रूप से सिग्मा वर्ग बटा नॉर्म X बार वर्ग किया गया है जो अपरिवर्तित रहता है और वास्तविक और काल्पनिक भागों वह वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग में शुद्ध आकलन त्रुटि के आधे का एक आकलन त्रुटि है जो कि आधा सिग्मा वर्ग बटा नॉर्म X बार वर्ग है और एक यह भी देख सकता है कि वास्तविक और काल्पनिक भागों की आकलन त्रुटियां असहसंबद्ध हैं और वह अंतिम बिंदु है जो वास्तविक और काल्पनिक भागों की आकलन त्रुटियां है आगे वास्तविक काल्पनिक भाग असहसंबद्ध है ठीक है यह सम्मिश्र बेसबैंड चैनल गुणांक h के आकलन के लिए एक संक्षिप्त टिप्पणी है इस प्रकार इस मूल मॉड्यूल में जो हमने देखा है वह मूल रूप से है हमने चैनल गुणांक के अधिकतम संभावना आकलन के साथ शुरू किया था जिसे हमने पिछले मॉड्यूल में विकसित किया है और इसके विभिन्न गुणधर्मो का पता लगाया हमने दिखाया है कि मूल रूप से हमने शोर सदिश V बार के सहप्रसरण से व्युत्पन्न किया है और इसके आधार पर हमने दिखाया है कि मूल रूप से शोर का आकलन अनुपस्थित है कि चैनल गुणांक का आकलन पुनः मूल रूप से यह एक अनभिनत आकलक है जिसका अर्थ है H हैट का प्रत्याशित मान आकलन H के बराबर है जो कि अंतर्निहित चैनल गुणांक यथार्थ अज्ञात है इसके अलावा चैनल गुणांक h के आकलन में प्रसरण को सिग्मा वर्ग बटा नॉर्म X बार वर्ग के रूप में प्रदत्त है नॉर्म X बार वर्ग पायलट सिग्नल की कुल ऊर्जा को दर्शाता है और इसलिए पायलट सिग्नल या पायलट सदिश की बढ़ती ऊर्जा के साथ प्रसरण कम हो रहा है तो हम यहां रुकेंगे और बाद के मॉड्यूल में अन्य पहलुओं के साथ जारी रखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद